किसी दिए गए प्रिज़्म के लिए प्लॉट से न्यूनतम विचलन के कोण का निर्धारण और इस के द्वारा दिए गए प्रिज्म के अपवर्तनांक का निर्धारण करना आज हम स्पेक्ट्रोमीटर और प्रिज़्म का उपयोग करके एक और प्रयोग प्रदर्शित करेंगे इस प्रयोग में विचलन कोण को आपतन कोण के वर्सस ड्रा करते है न्यूनतम विचलन का कोण नहीं प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज्म का यह वक्र मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है अब मुझे प्रिज्म रखना है यह प्रयोग एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए है यहाँ यह स्रोत है यह यह स्रोत जो हमने लिया है वह सोडियम स्रोत है यहां पीली लाइट हमें सोडियम डी लाइन से मिल रही है इसमें एक विशेष तरंगदैर्ध्य है अब मैं प्रिज्म को प्रिज्म टेबल पर रखूंगा प्रिज्म का यह शीर्ष प्रिज्म टेबल के केंद्र से कोइंसाइड है अब पहले हम क्या करेंगे हम इसे न्यूनतम विचलन के लिए सेट करेंगे मुझे न्यूनतम विचलन ढूंढना होगा मैं इस टेलीस्कोप को अनलॉक करूंगा और दूसरी दिशा में मूव कराऊंगा मुझे याद रखना है कि हमने डायरेक्ट रीडिंग ले ली है यह वर्नियर डिस्टर्बेड नहीं होना चाहिए इसे घुमना नहीं चाहिए इसका मतलब यह है कि प्रिज्म टेबल के साथ यह वर्नियर इसे हम नहीं घुमा सकते हैं हमें घुमाना नहीं चाहिए जब रीडिंग में बदलाव होगा हमें इस प्रिज्म टेबल को लॉक कर देना चाहिए मैंने इसे लॉक कर दिया और यह टेलीस्कोप है जो कि अनलॉक है मैं टेलीस्कोप को मूव कर सकता हूं लेकिन मैं वर्नियर के साथ जुड़ी वर्नियर प्रिज्म टेबल को मूव नहीं कर सकता इसलिए प्रिज्म टेबल में दो विकल्प हैं जिसमें आप प्रिज़्म टेबल को वर्नियर के साथ घुमा सकते हैं यदि आप इसे घुमाते हैं जिसे कि मैंने लॉक कर दिया है और तब बिना वर्नियर को घुमाए मैं केवल प्रिज्म टेबल को घुमा सकता हूं आप देख सकते हैं कि यह फिक्स्ड है हम इसका उपयोग करेंगे हम प्रिज़्म टेबल को घुमाएंगे बिना वर्नियर को घुमाए मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रीडिंग ले ली है डायरेक्ट रीडिंग वर्नियर स्केल की एक विशेष स्थिति के संदर्भ में रीडिंग केवल टेलीस्कोप के गति घूर्णन से बदल जाएगी मैं वर्नियर स्केल को बाधित नहीं कर सकता हूं अब मैं न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए इस प्रिज्म को सेट करूंगा मुझे न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए सेट करना है यह आधार है प्रकाश इस अपवर्तक सतह पर गिर रहा है प्रकाश इस पर गिरेगा और फिर प्रकाश का एक हिस्सा अपवर्तित हो जाएगा और यह अपवर्तित किरणें हमेशा आधार की ओर बेंड हो जाती हैं अपवर्तित किरणों के लिए मुझे बेस की ओर देखना होगा हाँ और कोशिश करनी होगी कि मैं न्यूनतम विचलन की स्थिति का पता लगा सकूँ मैं प्रिज्म को घुमाता हूं मुझे इमेज मिल गई हाँ यह न्यूनतम विचलन स्थिति है अगर मैं इस तरह घुमाता हूं तो यह दाईं ओर जा रहा है अगर मैं इस तरह से घुमाता हूं तो यह न्यूनतम विचलन की स्थिति में है अगर मैं रोटेशन जारी रखता हूं यह भी इस तरफ जा रहा है मैंने इसे लगभग न्यूनतम विचलन की स्थिति में सेट किया फिर मैं टेलीस्कोप को इस स्थिति में लाऊंगा और हाँ अब यह मैंने न्यूनतम विचलन स्थिति पर सेट किया है मैंने न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या सेट किया है वास्तव में हम क्या करेंगे यह न्यूनतम विचलन स्थिति के लिए आपतन कोण है मैं इस रीडिंग को नहीं लूँगा क्योंकि मैं न्यूनतम विचलन स्थिति का पता कर्व से लगाना चाहता हूं मैं क्या करूँगा मैं करूँगा आपतन कोण के बारे में क्या इस आपतन के कोण के लिए यह लगभग न्यूनतम विचलन की स्थिति है मैं इस रीडिंग को ले सकता हूं या मैं इस रीडिंग को नहीं ले सकता मैं क्या करूंगा मैं बढ़ाऊंगा यह लम्ब है आप जानते हैं अब और यह आपतित किरणें है जो फिक्स्ड हैं यह लम्ब है यह प्रिज्म के साथ जुड़ा हुआ है यह लम्ब अब अगर मैं इसे इस ओर घुमाता हूं अगर मैं एंटीक्लॉकवाइज घुमाता हूं तो क्या होगा यह लम्ब आपतित किरणों की ओर जाएगा इसका मतलब है आपतन कोण कम हो जाएगा और अगर मैं इस स्थिति से क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो क्या होगा यह कोण यह लम्ब इस तरह से घूमेगा कि आपतन कोण बढ़ेगा मैं क्या करूँगा इस स्थिति से मैं लगभग 2 डिग्री तक वृद्धि या कमी करूँगा लगभग 2 3 डिग्री दोनों स्थिति के लिए मैं रीडिंग लूंगा फिर से मैं आगे दोनों पक्षों में 4 डिग्री की वृद्धि करूँगा दोनों तरफ 6 डिग्री से दोनों तरफ 8 डिग्री से दोनों तरफ इस तरह यह आपतन कोण की विभिन्न स्थिति के लिए अनुमानित रोटेशन आपतन कोण है जिसे हम गणना करेंगे हम कोण के प्रत्येक स्टेप को देखेंगे हम अपवर्तित किरणों और परावर्तित किरणों की तलाश करेंगे हम रीडिंग लेते हैं और फिर हमें विचलन और आपतन कोण प्राप्त होगा इस तरह हम कर सकते हैं या दूसरा हम क्या कर सकते हैं यह लगभग न्यूनतम विचलन स्थिति है अब मैं कोण को कम करूंगा कहते हैं लगभग 10 डिग्री से और फिर इसका मतलब है कि मैं आपतन कोण को आपतन कोण के कुछ लघु मान पर ले जाऊंगा वहां से स्टेप बाई स्टेप मैं आपतन कोण को बढ़ाऊंगा फिर मैं न्यूनतम स्थिति पर रोकूंगा और फिर मैं और आगे बढ़ूंगा मैं आपतन कोण को बढ़ाऊंगा और रीडिंग लूंगा मुझे लगता है कि मैं ले जाऊंगा मैं आपतन कोण को लगभग 10 डिग्री कम कर दूंगा यह लम्ब है मुझे एंटीक्लॉकवाइज घुमाना है और मैं इसे देखूंगा मैं बदलूंगा और परावर्तित किरणों को देखूंगा क्योंकि मुझे यह खोना नहीं चाहिए मैं कोण बदल रहा हूं हां जितना संभव हो सके हां यह अधिकतम बदलाव है जो मैं कर सकता हूं क्योंकि इसके बाद यह दृश्य से बाहर हो रहा है मैं अधिकतम यहाँ तक कर सकता था अब यह न्यूनतम आपतन कोण है मैं इस स्थिति से प्रयोग शुरू करूंगा मैं अब टेलीस्कोप को इस बिंदु पर ले जाऊंगा हां मैं देख सकता हूं मैं टेलीस्कोप को फ़िक्स कर दूंगा मुझे लगता है कि यह है इसे फिक्सिंग करने में मैं थोड़ा मुश्किल का सामना कर रहा हूँ इसकी फिक्सिंग थोड़ी पेचीदा है हाँ मैं इसे कस दूंगा मैं इस टेलीस्कोप को कस दूंगा अब मैं इस फाइन स्क्रू का उपयोग करके स्पेक्ट्रल लाइन को क्रॉस वायर के क्रॉस पर मिलान कराऊंगा यह क्या स्थिति है किसी विशेष आपतन कोण के लिए आपतन कोण क्या है मुझे नहीं पता लेकिन न्यूनतम विचलन से शुरू करके मैंने वर्तमान में आपतन कोण को निम्न आपतन कोण रखा है और फिर इस बिंदु से शुरू करके मैं स्टेप बाई स्टेप आपतन कोण बढ़ाऊंगा और प्रयोग करूंगा विभिन्न आपतन कोण के लिए मैं लूंगा अब मैं विचलन को नोट करूंगा जाहिर है ये अपवर्तित किरणें है इसके अनुसार मैंने उसके लिए एक विशेष आपतन कोण अनुमानित कोण सेट किया है अपवर्तित किरणों के रीडिंग के लिए मुझे मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग टोटल रीडिंग लेना है दो तीन ऑब्जरवेशन कम से कम दो प्रेक्षण लेने चाहिए मैं क्या करूँगा इन अपवर्तित किरणों के लिए मुझे वर्नियर की रीडिंग लेनी है मैं रीडिंग नहीं ले रहा हूँ मैं लिख लूंगा वर्नियर 1 के लिए मेन स्केल रीडिंग और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग और फिर टोटल मैं लिख लूंगा इसी तरह वर्नियर 2 के लिए मुझे रीडिंग लेनी है मैं लिख लूंगा फिर से आप अधिक सटीक रूप से जितना संभव हो सेट करने का प्रयास करते हैं और फिर दोबारा इस रीडिंग को दूसरी बार लेते हैं वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए रीडिंग वर्नियर 1 के लिए माध्य 'R1' का पता लगाते हैं आर वर्नियर 2 के लिए माध्य 'R1' का पता लगाते हैं अब मुझे इस आपतन कोण के लिए रीडिंग लेनी है मैं अब परावर्तित किरणों के लिए रीडिंग लेता हूँ यह अपवर्तक सतह है एक भाग अपवर्तित होता है और दूसरा भाग परावर्तित होता है मुझे परावर्तित किरणों को देखना होगा वीयर्ड आईज से पहले मुझे यह देखना चाहिए कि वह आधार है जैसा कि मैंने बताया यह न्यूनतम कोण है यह प्रिज्म के लम्ब के लगभग करीब होगा हां मैं इसे देख सकता हूं कि यह प्रिज्म के लम्ब के नज़दीक होगा प्रिज्म का मतलब है इस फेस पृष्ठ पर मैं यहां से देख सकता हूं मैं इस टेलीस्कोप को अनलॉक करूंगा फिर वीयर्ड आईज से मूव करते हुए मैंने अभी देखा है मैं इसे यहां रखूंगा हाँ फिर मैं टेलीस्कोप को लॉक कर दूंगा यह कहां है हां मैं टेलीस्कोप को लॉक कर दूंगा फिर मैं फाइन स्क्रू का उपयोग करूँगा और क्रॉस पोजीशन क्रॉस वायर पर सेट करूँगा हाँ मैंने परावर्तित किरणों के लिए यह स्थिति सेट कर दी है मैं वर्नियर 1 के लिए रीडिंग ले लूंगा मैं वर्नियर 2 के लिए रीडिंग ले लूंगा और फिर मैं वर्नियर 1 के लिए और वर्नियर 2 के लिए लिख लूंगा फिर आप दूसरी बार लेते हैं बस फिर से एडजस्ट करने का प्रयास करें और क्रॉस वायर के साथ बेहतर स्थिति प्राप्त करें दूसरा सेट लें और इसका माध्य निकालें यह 'R2' है अब यहाँ से आप गणना कर सकते हैं आप इस 'R2' को बाद में भर सकते हैं और 'R0' डायरेक्ट रीडिंग 'R0' टेबल 1 से भर सकते हैं मुझे लगता है कि 'R0' जो भी हो आपको कहीं लिख लेना चाहिए यहाँ आप 'R1' से 'R0' माइनस करते हैं 'R2' से 'R0' माइनस करते हैं और फिर यहाँ 180 माइनस वो 'R2' माइनस 'R0' को 2 से विभाजित करते हैं जो कि आपतन कोण होगा यह आपको एकदम सही मिल रहा है और उसके लिए आपको जो विचलन मिल रहा है वह एक आपतन कोण के लिए विचलन है अब मैं आपतन कोण को बदलूंगा मैं किस दिशा में जाऊंगा मैंने इस आपतन कोण को निम्न कोण पर रखा है अब यहाँ से मैं आपतन कोण को बढ़ाऊंगा इसका मतलब है कि मुझे हमेशा इसे घुमाना है क्योंकि यह लम्ब है मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं लम्ब इस तरफ आएगा हम यह कोण बढ़ाएंगे क्योंकि ये सीधी डायरेक्ट ये आपतित किरणें फिक्स्ड है मैं कहता हूं कि मैं प्रिज्म टेबल को लगभग 2 डिग्री घुमा रहा हूं मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे वर्नियर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे केवल इसे घुमाना है यह टेबल मैं क्या करूंगा मैं अपवर्तित किरणों को देखूंगा तब ये मिसिंग नहीं होंगी अब मैं कहता हूँ कि मैं आपतन कोण को लगभग 2 डिग्री बढ़ा रहा हूं हां मैंने इसे बदल दिया है अब मैं मापन दोहराऊंगा मुझे टेलीस्कोप को अनलॉक करना होगा मैं टेलीस्कोप को अपवर्तित किरणों पर ले जाऊँगा हाँ यह अपवर्तित किरणों पर है जिसे मैं लॉक कर दूंगा मैं फाइन स्क्रू का उपयोग करूँगा वर्नियर 1 के और वर्नियर 2 के लिए रीडिंग लें अपवर्तित किरणों के लिए वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग लें फिर से दूसरी बार दोहराए फिर मुझे परावर्तित किरणों की रीडिंग के लिए जाना है इसे अनलॉक करना है यहाँ जाना है और परावर्तित किरण की जाँच करनी है मुझे इसे देखना है हाँ मैं अब देख सकता हूँ हाँ मैंने इसे यहाँ सेट किया है इसे लॉक किया है टेलीस्कोप की मूवमेंट प्राप्त करने के लिए इस स्क्रू फाइन स्क्रू का उपयोग करें दूसरे आपतन कोण के लिए रीडिंग लें परावर्तित किरणों के लिए रीडिंग लें उसी तरह जैसे आप वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए रीडिंग लेते हैं फिर दूसरी बार जब आप लेते हैं और तब माध्य मान ज्ञात करते हैं इस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं अब मैं फिर से आपतन कोण को बदलूंगा मैं आपतन कोण को लगभग दो और बढ़ा दूंगा अपवर्तित किरणों और परावर्तित किरणों के लिए प्रयोग को दोहराए रीडिंग लेंऔर इसे पूरा करें तब मैं फिर से 2 डिग्री और अधिक बदल दूंगा हाँ अपवर्तित किरणों और परावर्तित किरणों के लिए रीडिंग लें मैं परिवर्तन जारी रखूंगा हां मैंने फिर से इसे बदल दिया है इसे दोहराए अब मैं फिर बदलूंगा अब इसने रिवर्स होना शुरू कर दिया है अब परावर्तितअपवर्तित ने रिवर्स होना शुरू कर दिया है मतलब है कि मैं लगभग न्यूनतम विचलन की स्थिति में हूं मैं इसे बदल दूंगा यह अब इस तरह से दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा है अब यह कोण न्यूनतम विचलन स्थिति आपतन कोण के कोण से अधिक है अपवर्तित किरणों परावर्तित किरणों के लिए प्रयोग को दोहराए रीडिंग लें अब मैं न्यूनतम विचलन स्थिति से दूसरे स्थान के लिए दूसरे स्थान के लिए नहीं दूसरे उच्च कोण के लिए जारी रखूंगा इस तरह कम से कम 4 5 रीडिंग आप लेते हैं अब मैं अगले स्टेप के लिए जाऊंगा इस स्थिति के लिए अपवर्तित और परावर्तित को इस तरह से आप जितना संभव हो उतना ही ले जाएं फिर से प्रयोग को दोहराए फिर यह स्थिति हाँ यह फिल करने के लिए आउट्पुट है मैं इस तक नहीं जा सकता मैं यहीं तक कर सकता हूँ आप न्यूनतम विचलन कोण के निम्न कोण पर कम से कम 3 4 रीडिंग ले सकते हैं और न्यूनतम विचलन कोण के उच्च कोण पर 6 7 रीडिंग ले सकते हैं इस तालिका को पूरा करें न्यूनतम विचलन की गणना करें हाँ यहां आपको वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से वर्नियर 1 और वर्नियर 2 विचलन मिल रहे हैं और वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से आपतन कोण मिल रहे हैं यहाँ से आप रीडिंग ले रहे हैं क्या यह समान जैसी आएँगी इन दोनों का माध्य जो आप यहाँ ले रहे हैं किसी विशेष कोण के लिए आपको जो यह कोण मिल रहा है आप माध्य विचलन प्राप्त कर रहे हैं इस कोण के लिए आपको न्यूनतम विचलन मिल रहा है इस कोण के लिए आपको मिल रहा है इस तरह आप कम से कम 10 रीडिंग लेते हैं अब यहाँ आगे हम ग्राफ ड्रा करेंगे आगे हम ग्राफ ड्रा करेंगे इस टेबल 2 से आपको आपतन कोण मालूम है और फिर संबंधित विचलन यह न्यूनतम विचलन नहीं है आप बस उन्हें यहाँ लिख लें अब आपका काम ड्रा करना है यह आपतन कोण थीटा आई है और यह विचलन है आप इसे प्लाट करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि यह छोटा कोण है तो मैं प्रिज्म को घुमाते हुए इस कोण को बढ़ाता हूं आपको इस प्रकार का डेटा मिलेगा और आप उन्हें कनेक्ट करते हैं दरअसल आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए आपको एक स्मूथ वक्र खींचना चाहिए यह आपका डेल्टा है मतलब विचलन बनाम आपतन कोण वक्र अब वहां से आप यह पता लगा सकते हैं कि यह न्यूनतम विचलन है आप एक लाइन खींचते हैं यह न्यूनतम विचलन होगा और इसी कोण को थीटा आई जीरो 𝚹i0 कहते हैं अगर आपको थीटा आई जीरो 𝚹i0मिलता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आप इस 2 थीटा आई जीरो '2𝚹i0' माइनस डेल m का उपयोग करके प्रिज्म के कोण की गणना कर सकते हैं या प्रयोग कर के जिसे मैंने आपको पहले ही समझाया है आप प्रिज्म के कोण का पता लगा सकते हैं इस शीर्ष एपेक्स को आपको कॉलीमटोर की ओर रखना होगा और यह बेस इस फेस से ठीक विपरीत और अब इस फेस से परावर्तित और इस दूसरे फेस से परावर्तित किरणों के लिए टेलीस्कोप को मूव करते हुए रीडिंग लें इसके लिए दोनों परावर्तित किरणें के लिए रीडिंग लें और इसका आधा भाग जो भी कोण आपको मिलेगा उसके अंतर का आधा यह प्रिज्म का कोण है इस तरह से आप 'A' का पता लगा सकते हैं और फिर आप संबंधित अपवर्तनांक की गणना करते हैं क्योंकि डेल m और 'A' आपको मालूम है और आप इस सूत्र का उपयोग करके अपवर्तनांक की गणना करते हैं यह एक बहुत अच्छा प्रयोग है और कैसे डेल्टा थीटा आई 𝝳 𝚹i वक्र का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक का पता लगाते है एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज़्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का पता लगाने का यह एक और तरीका है यहां यह अपवर्तनांक सोडियम डी लाइन तरंगदैर्ध्य 5893 Å के लिए है मैं यहां रुकूंगा धन्यवाद